सभी को नमस्कार हम इस विशेष पाठ्यक्रम के सप्ताह आठ में हैं और इस कक्षा में हम रजिस्टर और शिफ्ट रजिस्टर पर चर्चा शुरू करेंगे और हमने पिछले सप्ताह में जो कुछ भी देखा था उसकी जल्दी से पुनरावृति करते हैं और फिर हम नए टॉपिक्स में जाएंगे तो यदि आपको याद हो कि हमने पिछले सप्ताह फ्लिप फ्लॉप और उसके विभिन्न रिप्रजेंटेशन ट्रुथ टेबल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एक्साइटेशन टेबल स्टेट ट्रांजीशन डायग्राम पर चर्चा की थी और फिर हमने उन मुद्दों को समझा जो लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप के साथ हो सकते हैं जिसके लिए एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप उचित है जो हर क्लॉक साइकिल Clock Cycle घड़ी चक्र में केवल एक ट्रांजीशन सुनिश्चित करता है और हमने एसिंक्रोनस प्रीसेट और क्लियर इनपुट का भी अध्ययन किया यह कैसे काम करता है और यह कैसे आउटपुट या स्टेट को बदलता है बिना क्लॉक ट्रिगर की आवश्यकता के और यह इनिशियल स्टेट सेट करने के लिए और विभिन्न प्रकार के रीसेट उद्देश्यों के लिए उपयोगी है और हमने साधारण सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट के एनालिसिस Analysis विश्लेषण और सिंथेसिस Synthesis संश्लेषण को भी देखा जिसमे एक फ्लिप फ्लॉप का कन्वर्शन Conversion रूपांतरण दूसरे प्रकार में और मुख्य रूप से हमने फ्लिप फ्लॉप को एक व्यक्तिगत इकाई के रूप में देखा तो अब हम चर्चा शुरू करते हैं जहाँ हम फ्लिप फ्लॉप को ग्रुप Group समूह में देखते हैं तो रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप्स का एक ग्रुप Group समूह है जिसका उपयोग बाइनरी डाटा को स्टोर करने के लिए किया जा सकता है और अगर हम कहते हैं कि बाइनरी नंबर Number संख्या 1001 है यदि हम इसे स्टोर करना चाहते हैं तो हमें निश्चित रूप से 4 फ्लिप फ्लॉप चाहिए तो जितनी बड़ी संख्या होगी जानकारी उतनी ही बड़ी होगी उन्हें उतनी ही संख्या में फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होगी और साथ में हम कुछ हेरफेर करते हैं तो यह एक रजिस्टर लेवल मैनीपुलेशन है जो हम कर रहे हैं जहां उस विशेष समूह के भीतर सभी फ्लिप फ्लॉप का एक साथ प्रयोग किया जाता है एक साथ माना जाता है तो 8 बिट फ्लिप फ्लॉप 8 बिट रजिस्टर के लिए हमें आठ फ्लिप फ्लॉप लगेंगे और जिस तरह से हमने उन्हें देखा है अगर हम कुछ लिखना चाहते हैं तो 8 बिट नंबर या 8 बिट जानकारी और फिर उसे पढ़ने का तरीका हमने इसे पहले किया है हम इसके बारे में सोच सकते हैं उन फ्लिप फ्लॉप के लिए एक विशिष्ट इनपुट प्रदान करते हैं और फिर इसे आउटपुट से पढ़ते हैं तो सीधे इसे इनपुट साइड से लोड करने का तरीका जिस तरह से फ्लिप फ्लॉप ट्रुथ टेबल हमें बताती है अगर यह डी फ्लिप फ्लॉप है तो आठ ऐसे फ्लिप फ्लॉप आठ ऐसे डी इनपुट होंगे और रीडिंग आठ क्यू आउटपुट से होगी और यदि आप Q बार Q' चाहते हैं तो Q बार Q' भी उपलब्ध कराया जा सकता है तो यह तरीका है आप जानते हैं राइटिंग और रीडिंग जिस तरह से आपने पहले देखा था उसे पैरेलल डाटा इनपुट कहा जाता है और रीडिंग पैरेलल डाटा आउटपुट है तो संक्षेप में पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट Parallel Input Parallel Output समानांतर इनपुट समानांतर आउटपुट या PIPO कहा जाता है और यह हम पहले ही देख चुके हैं और डाटा राइटिंग क्लॉक ट्रिगर के माध्यम से डी क्लॉक के साथ सिंक्रोनस Synchronous किया जाता है तो एक क्लॉक साइकिल में डाटा फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर आ रहा है और रीडिंग हम कई बार कर सकते है जितनी बार चाहें बस इन फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को एक्सेस करके इन आठ फ्लिप फ्लॉप को अब एक मुद्दा जो बड़ी संख्या स्टोर करने में आ सकता है एक बिट ग्रुप के रूप में वह है इनपुट आउटपुट पोर्ट या पिन की संख्या की आवश्यकता तो अगर यह एक 8 बिट फ्लिप फ्लॉप है तो आप कल्पना कर सकते हैं यहां आठ इनपुट पिन की आवश्यकता होगी फिर यहां आठ आउटपुट पिन की आवश्यकता होगी और यदि आप क्यू बार Q' चाहते हैं तो निश्चित रूप से और आठ पिन तो यहां अगर हम क्यू बार Q' को छोड़ देते हैं तो 8 प्लस 8 16 और फिर वीसीसी ग्राउंड फिर क्लॉक और आमतौर पर इनिशियलाईजेशन Initialization आरंभीकरण के लिए असिंक्रोनस क्लियर Asynchronous Clear अतुल्यकालिक स्पष्ट होता है तो आप विचार कर सकते हैं आप सोच सकते हैं कि आपको कितने पिन की आवश्यकता होगी और स्टैण्डर्ड Standard मानक पैकेज 14 पिन 16 पिन और उस तरह आपने देखा है तो यह उस से परे जा रहा है और इसलिए बड़ी संख्या में बिट्स के लिए जहां हम स्टोर करना चाहते हैं और फिर हम पुन प्राप्त करना चाहते हैं तो ये पैरेलल इन पैरेलल आउटपुट एक समस्या हो सकती है तो आपको एक विकल्प के बारे में सोचना होगा और जब आप उन विकल्पों के बारे में सोचेंगे तो एक विचार यह आएगा कि इसे सीरियल इन बनाया जाए तो फिर चर्चा आती है शिफ्ट रजिस्टर की लेकिन तब जब आप पैरेलल से सीरियल के कन्वर्शन के बारे में बात करते हैं तो रीड या राइट टाइम एक मुद्दा बन जाता है और दूसरा मुद्दा जो ध्यान में आता है जब आप रीड कर रहे हैं आप डाटा को इससे बाहर निकाल रहे हैं जिसे आप शिफ्ट रजिस्टर जानते हैं इसलिए डाटा लोस्स Loss खो हो सकता है तो आज की कक्षा में हम विस्तार से चर्चा करेंगे बाइनरी इनफार्मेशन Binary Information द्विआधारी जानकारी को संभालने के तरीके के बारे में और विचार करने के लिए सभी चीजें जिनमें बड़ी संख्या में बिट्स हैं तो हमने PIPO देखा है अब हम तीन अन्य प्रकारों को देखते हैं पहला सीरियल इन पैरेलल आउट है तो यहाँ क्या हो रहा है तो डाटा यहाँ सीरियल रूप से रजिस्टर में आ रहा है तो एक समय में एक बिट तो 8 बिट जानकारी को पुश करने के लिए आपको आठ क्लॉक साइकिल चाहिए तो प्रत्येक क्लॉक में 1 डाटा डाला जाएगा तो केवल 1 डाटा इनपुट पर्याप्त है सीरियल डाटा इनपुट पर्याप्त है उन 8 के बजाय जिनकी जरूरत थी और रीडिंग पैरेलल आउटपुट के माध्यम से है तो आप डाटा इनपुट साइड पर पिन की संख्या में बचत कर रहे हैं आप जितनी बार रीड करना चाहते हैं उतनी बार इसे रीड कर सकते हैं कोई समस्या नहीं है तो यह एक विशेष प्रकार है अन्य प्रकार जो वहां हो सकते हैं कि डाटा को रजिस्टर में पैरेलल भेजा जाता है एक क्लॉक साइकिल में सभी डाटा लोड हो रहा है और फिर इसका रीडिंग वाला हिस्सा पहला डाटा जो सबसे आखरी फ्लिप फ्लॉप में है वो उपलब्ध है और फिर आपको दूसरे की आवश्यकता है तो अगर यह 8 बिट है और 7 साइकिल फ्लिप फ्लॉप से डाटा को बाहर लाने के लिए लगेंगे तो हम एक वास्तविक सर्किट और अन्य चीजों को देखेंगे हम बाद में उदाहरणों के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे तो उस समय की आवश्यकता होगी और चूंकि डाटा को पुश किया जा रहा है तो ये डाटा अपने आप लोस्स Loss खो हो जाएगा तो यह एक डिसट्रक्टिव रीडिंग है और यह तीसरा विकल्प है चौथा विकल्प यहां PIPO SIPO PISO के अलावा सीरियल इन सीरियल आउट है तो पिन की एक सूची संख्या की आवश्यकता है तो डाटा आपको पता है कि रजिस्टर में सीरियल रूप से आ रहा है 8 बिट्स के लिए 8 क्लॉक साइकिल लगेंगे और डाटा रीडिंग भी क्लॉक का उपयोग करके सीरियल है तो डाटा एक के बाद एक बाहर आ जायेगा तो इस डाटा लोस्स को रोकने के लिए हम एक फीडबैक प्रकार का तरीका ले सकते हैं जिसे हम बाद में देखेंगे तो हमने कहा कि हम वास्तविक सर्किट को देखेंगे जो उपयोग किए जाते हैं तो पहली चीज जो हम देखते हैं वह एक PIPO पैरेलल इन पैरेलल आउट है जिससे हम पहले से ही परिचित हैं एक एकल फ्लिप फ्लॉप के रूप में फ्लिप फ्लॉप की एक इकाई जो आपने देखा है कि यह कैसे काम करता है तो यह आईसी 74174 है तो यह एक 16 पिन पैकेज है जिसे आप देख सकते हैं और इसमें 1 2 3 4 5 6 6 फ्लिप फ्लॉप हैं इसलिए 6 बिट डाटा हम यहां स्टोर कर सकते हैं और इसके लिए 6 आउटपुट हैं 6 आउटपुट और उसके अनुरूप 6 इनपुट हैं इसलिए तो जब भी क्लॉक ट्रिगर आती है क्लॉक कॉमन होता है और अगर आप इस इन्वर्टर को यहाँ इन्वर्टर को एक साथ में देखते हैं तो यह एक पॉजिटिव एज ट्रिगर है तो जब भी क्लॉक ट्रिगर आती है तोजो भी डाटा जैसे 6D है वह सीधे 6Q पर आता है इसी तरह 5D 5Q पर 4D से 4Q पर और 1D से 1Q पर आता है और अगर आप इसे रीसेट करने के लिए देख रहे हैं तो आप सभी फ्लिप फ्लॉप को एक साथ क्लियर कर सकते हैं तो यह एक कॉमन क्लियर है तो यह 2 बबल्स है यहां और फिर एक बबल तो मूल रूप से यह एक्टिव लो है तो यदि आप यहाँ 0 रखते हैं तो आप देखेंगे कि यह है यह रीसेट हो जाएगा चाहे अन्य वैल्यू कुछ भी हो तो आप जितने पिन यहाँ देखते हैं उतने ही इनपुट और उतने ही आउटपुट पैरेलली एक क्लॉक साइकिल में लोड हो रहा है और आप जितनी बार चाहें उतनी बार रीडिंग कर सकते हैं बिना किसी समस्या के अब IC 74175 जिसमें Q और Q बार Q' दोनों आउटपुट हैं कुछ एप्लिकेशन में इसकी आवश्यकता होती है और यह समान 16 पिन पैकेज है जो अन्य 14 16 पिन पैकेज के समान ही है जो सामान्य रूप से उपयोग करते हैं तो तब से क्यू और क्यू बार Q' दोनों हैं इसलिए आपको बिट्स की संख्या को कम करना होगा फ्लिप फ्लॉप की संख्या जो आप पैकेज के अंदर डाल सकते हैं तो यह एक क्वैड है तो इस आईसी में चार डी फ्लिप फ्लॉप हैं तो यह पैरेलल इन पैरेलल आउट में समस्या है लेकिन यह उपयोगी भी है और आप अपनी आवश्यकता के आधार पर इसका उपयोग कर सकते हैं तो अगला है दूसरा SIPO और PISO जो हम बाद की कक्षाओं में भी देखेंगे तो SISO यह फिर से एक और प्रैक्टिकल Practical व्यावहारिक सर्किट है जिसे IC 7491 के माध्यम से उपयोग में लाया जाता है जिसकी हम यहां चर्चा करेंगे तो इसमें जो आप देख रहे हैं यह एक 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बिट इनफार्मेशन Information जानकारी है जिसे आप यहां स्टोर कर सकते हैं 8 बिट इनफार्मेशन Information जानकारी तो अगर यह पैरेलल इन पैरेलल आउट होता तो 8 प्लस 8 16 और कई अन्य चीजों की आप कल्पना कर सकते हैं जिनके बारे में हमने पहले चर्चा की थी लेकिन क्योंकि यह एक सीरियल इन सीरियल आउट है इसलिए एक 14 पिन पैकेज स्टैण्डर्ड 14 पिन पैकेज पर्याप्त है और इसमें भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे नो कनेक्शन हैं -NC का मतलब नो कनेक्शन जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है तो आपको एक क्लॉक इनपुट कॉमन क्लॉक मिलता है जो क्यूएच और क्यूएच बार QH' को ट्रिगर करता है क्योंकि यहाँ पिन उपलब्ध हैं इसलिए आप क्यू और क्यू बार Q' दोनों को सीरियल आउट के रूप में ले सकते हैं और इसके अतिरिक्त आपको ए और बी मिला है जहां बी एक कंट्रोल इनपुट हैं तो जब बी 1 है बी हाई है तो ए में जो भी बदलाव होता है उसी हिसाब से फ्लिप फ्लॉप काम करता है मेरा मतलब है फ्लिप फ्लॉप उसी हिसाब से लोड होता है ए में बदलाव के हिसाब से और बी 0 है तो वहां सभी 0 हो रहा है और आप देखते हैं कि इस तरह का कोई असिंक्रोनस रीसेट या असिंक्रोनस क्लियर नहीं है तो बी कंट्रोल इनपुट 0 पर रहता है और यदि आप क्लॉक लगाते हैं तो आठ क्लॉक साइकिल के बाद सभी 0 हो जायेंगे तो आप समझ गए होंगे की यह कैसे बना है अब आइए देखते हैं कि यह सर्किट SISO का उपयोग राइटिंग के लिए कैसे किया जा सकता है तो यहां हम एक उदाहरण देखते हैं मेरा मतलब है हम अपनी आवश्यकता के आधार पर किसी भी प्रकार के फ्लिप फ्लॉप का उपयोग कर सकते हैं तो यहां हम जेके का उपयोग कर रहे हैं हम एसआर के साथ भी उदाहरण देखेंगे डी हमने अभी देखा है तो जेके फ्लिप फ्लॉप में हम क्या कर रहे हैं हम बस यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो भी जे पर रखा गया है के उसके ठीक विपरीत होगा तो आप इस टाइमिंग डायग्राम में उस सीरियल इनपुट को देख सकते हैं जो हमारे पास है तो यदि आपके पास J 0 है तो यहां पर K 1 0 0 K 1 है जब भी यह 1 होगा तो यह तुरंत 0 हो जायेगा इसलिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि आप एक इन्वर्टर लगा सकते हैं J और K के बीच और डाटा J से दे सकते हैं तो यह विचार है तो यह वह तरीका है जिससे आप इसे कर सकते हैं बहुत सरल है प्रभावी रूप से यह डी फ्लिप फ्लॉप है अब सीरियल डाटा इनपुट में जो कुछ भी है शुरुआत में हम केवल जे का हिस्सा देखते हैं के सिर्फ जे का एक उलटा संस्करण है तो आइए इस बात पर विचार करें कि यहाँ 0 मौजूद है तो एक क्लॉक ट्रिगर के साथ तो यह 0 इस स्थान पर जाता हैं जो फ्लिप फ्लॉप का Q है तो हम इसे Q R S T नाम दे रहे हैं तो क्यू की वैल्यू 0 हो जाती है तो यह तीर दिखाया गया है और इन फ्लिप फ्लॉप में पहले से कुछ वैल्यू हो सकती है तो आपको इसके बारे में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने सीरियल इनपुट के माध्यम से इस 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर में 4 बिट डाटा राइटिंग की बात की है यह वही है जिस पर हम विचार करना चाहते हैं अन्यथा यह 0 या 1 हो सकता है जो कुछ भी वहां हो उसके आधार पर तो जब आप राइटिंग कार्य पूरा करते हैं तो डाटा निश्चित रूप से लोस्स Loss खो हो जाता है तो अगली वैल्यू 0 जो हम इनपुट पर डालते हैं और क्लॉक ट्रिगर आता है तो क्या होगा यह 0 क्यू पर आता है और यह Q आउटपुट R के इनपुट से जुड़ा है तो अब यह 0 आता है 0 जो कि यहाँ पर था अगली बार यह यहाँ आता है बाकी दो की हम चिंता नहीं करते हैं अब आप उस समय 1 प्रस्तुत करते हैं अगली क्लॉक ट्रिगर के साथ 1 यहाँ आता है और यह 0 यहाँ पर आता है और यह 0 यहाँ है तो S को अब 0 मिला है एक R को 0 मिला है और Q को 1 मिला है और अगली क्लॉक ट्रिगर होने से पहले 0 को इनपुट पर प्रस्तुत किया गया है तो क्या होगा तो यह 0 क्यू पर आएगा यह 1 R पर आएगा यह 0 0 पर आ रहा है और यह 0 0 पर आ रहा है तो चार क्लॉक साइकिल समाप्त हो गए हैं और अब Q R और S T की वैल्यू 0 1 0 0 0 1 0 0 हो रही है तो यदि आप 0 0 1 0 स्टोर करना चाहते हैं ताकि आप कल्पना कर सकें कि आपको 0 पहले देना है और उसके बाद तो 0 1 0 0 के बजाय यह 0 0 1 0 तरह की चीज है तो आपको 1 देना होगा फिर आपको 0 देना होगा फिर आपको 0 देना होगा तो यह वह तरीका है जो आपको अपने सीरियल डाटा इनपुट के प्रवेश के लिए करना होगा जो भी आप स्टोर करना चाहते हैं और उदाहरण टाइमिंग डायग्राम के माध्यम से दिया गया है तो यहाँ क्या महत्त्वपूर्ण है क्लॉक एज तो यह एक नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है जिसे आप देख सकते हैं कि यह नेगेटिव एज है जिस पर यह ट्रिगर होता है तो उस समय J पर जो भी वैल्यू है यहाँ यह 0 है तो क्यू - क्यू आर एस टी को शुरू में 0 माना गया है तो यह 0 यहां आ रहा है यह वह है जो तब हम बात कर रहे थे इसकी वैल्यू क्लॉक ट्रिगर से पहले यहां 0 है तो यह 0 यहाँ आ रहा है और यह 0 वहां आ रहा है टाइमिंग डायग्राम के माध्यम से पहले की तरह अब अगली क्लॉक ट्रिगर से पहले आप देखते हैं कि यह बदल गया है और जब क्लॉक ट्रिगर आती है तो यह 1 है तो यह 1 यहाँ आता है और यह 0 यहाँ आता है और यह 0 अगली क्लॉक टाइम पीरियड में यहाँ आता है तो यह वह समय है जब आप जानते हैं और उसके बाद बदल रहा है अगली क्लॉक के ट्रिगर से पहले वहां 0 है तो यह 0 यहाँ आता है जिसका पहले से ही उल्लेख किया गया है तो यह 1 यहाँ आता है यह 1 यह 0 और यह 0 तो अंततः 0 1 0 0 इस समय पर हम देखेंगे इस क्लॉक साइकिल 1 2 3 4 चार क्लॉक ट्रिगर के बाद इस तरह से राइट किया है तो अब हम रीडिंग प्रक्रिया देखते हैं तो आप मान लीजिये कि शुरू में 1 0 1 0 स्टोर किया गया है और यह सीरियल आउट है तो 1 0 1 0 है जो फ्लिप फ्लॉप में है और फिर एक क्लॉक ट्रिगर आती है तो इनपुट में यह कुछ भी हो सकता है जो कुछ भी है 0 या 1 वह अंदर जायेगा लेकिन हम सिर्फ रीडिंग ऑपरेशन कर रहे हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम इसे इस तरह से रीड करते हैं तो यहां कुछ और आएगा जो वास्तविक डाटा नहीं है इसलिए यह एक डिस्ट्रक्टिव Destructive विनाशकारी रीडिंग बन जाता है तो पहली क्लॉक पल्स में यह 1 यहाँ आएगा यह Q इस फ्लिप फ्लॉप का इनपुट है तो अब यह एक डी फ्लिप फ्लॉप आधारित शिफ्ट रजिस्टर है तो यह 1 यहाँ आता है और यह 0 यहाँ पर आ जाएगा और यह 1 वहाँ पर आ जाएगा तो क्लॉक के आने से पहले आप 0 रीड कर सकते हैं और फिर एक क्लॉक ट्रिगर के बाद आप 1 जो जानकारी वहाँ है रीड कर सकते हैं और फिर एक और क्लॉक साइकिल यह 1 यहाँ आ जाएगा और यह 0 यहाँ आ जाएगा आप 0 को रीड कर सकते हैं यहाँ इस सिग्नल डाटा को जो टी के आउटपुट पर हैं और अंत में एक और क्लॉक ट्रिगर और आप यहाँ पर 1 देख सकते हैं तो इस तरह से इस मामले में पहले से ही एक आउटपुट उपलब्ध था सीरियल डाटा आउट के माध्यम से तो तीन और क्लॉक साइकिल आपको 0 1 0 1 प्राप्त हुए हैं इसके द्वारा रीड किये गए सभी बिट्स लेकिन इस प्रक्रिया में अब फ्लिप फ्लॉप इसको छोड़कर जो कि Q की वैल्यू है बाकी सभी वैल्यू आप कह सकते हैं कि बेकार या कचरा है आप कुछ भी कह सकते हैं लेकिन वह नहीं है जो कि आपने रीड किया है तो यह आपके द्वारा वास्तव में एक डिस्ट्रक्टिव Destructive विनाशकारी रीडिंग है जिसका मतलब है डाटा लोस्स Loss खो हो गया है और यह टाइमिंग डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया है तो इस मामले में यह 1 0 1 0 आप देख सकते हैं कि यह है और यदि आप इस 0 को इनपुट दे रहे हैं तो आप जानते हैं कि इनपुट पर और फिर अंत में सभी वैल्यू 0 हो जाएगी यदि यह सभी 0 इनपुट है यहाँ पर तब एक और क्लॉक साइकिल और सभी 0 आएंगे और सीरियल डाटा आउट जो आप यहाँ पर रीड कर रहे हैं वह ऐसा है जैसे यह 1010 है तो पहले आप यहाँ 0 रीड करेंगे फिर 1 फिर 0 और उसके बाद 1 और अगर आप 0 देना जारी रखेंगे तो यहाँ 0 आएगा अब यदि आप कई बार डाटा रीड करने में रुचि रखते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक बार आप रीड कर लें और डाटा लोस्स Lossखो हो जाए तो आपको एक ऐसे एप्लिकेशन की आवश्यकता हो सकती है जिससे आप कई बार डाटा रीड करना चाहते हैं ऐसा नहीं है कि आप एक बार राइट करते हैं यह आमतौर पर होता है एक बार राइट और कई बार रीड और फिर आपको यह देखने की जरूरत है कि पैरेलल इन पैरेलल आउट के लिए कोई समस्या नहीं थी तो पैरेलल आउट आप इसे कई बार रीड कर सकते हैं है कोई डाटा लोस्स Lossखो नहीं हो रहा है जब तक कि आप इसे फिर से लोड नहीं कर रहे हैं लेकिन सीरियल आउट में हमने देखा है कि जब आप आउटपुट टर्मिनल से डाटा रीड कर रहे हैं तो जो शिफ्ट किया जा रहा है 0 या 1 या कोई अन्य वैल्यू तो मूल डाटा का लोस्स Lossखो नहीं हो रहा है तो इसे रोकने का एक तरीका और कई बार रीड करने के लिए एक एक्सटर्नल External बाहरी फीडबैक का उपयोग करते हैं तो वह जिसे आप इस कनेक्शन के रूप में देख सकते हैं तो इस मामले में क्या होता है आप वास्तव में जो कर रहे हैं वह यह है की जब हर बार आप रीड कर रहे हैं पहले मामले को छोड़कर पहला मामला जिसे आप जानते हैं कि आप इसे पहले बिट की तरह रीड कर रहे हैं तो जब भी आपका अगला बिट रीड करने वाले हैं मान लीजिये 'S' तो आप इस बिट को यहाँ वापस राइट कर रहे हैं तो रीडिंग और राइटिंग एक साथ हो रहा है और अब आपको यह जानने की आवश्यकता है की 4 क्लॉक साइकिल ताकि आप वापस उस डाटा पर आ जायेंगे जिससे आपने शुरू किया था तो यदि आपने मूल रूप से 1010 लिया था तो आप उसे 0101 रीड कर सकते हैं जिस तरह से हमने पिछले उदाहरणों में देखा है क्योंकि आप 0 से ही शुरु कर रहे हैं तो आप तीन क्लॉक साइकिल में जो कुछ भी है उसे रीड करके पूरा कर सकते हैं लेकिन फिर यहां 1 होगा और आपको वही संख्या चाहिए जिससे आपने शुरू किया था तो आपको एक और क्लॉक साइकिल की आवश्यकता है आइए देखें कि यह कैसे होता है तो यह मूल 1 है 1010 जिसके साथ आपने रीड की प्रक्रिया शुरू की थी और साथ ही साथ फीडबैक के माध्यम से राइट की और उस समय क्योंकि यह 0 है यह 0 वापस लाया जाता है यह 0 यहाँ वापस लाया जाता है तो अगली क्लॉक ट्रिगर पर क्या होता है यह 1 यहाँ आता है यह 0 यहाँ आता है यह 1 यहाँ आता है और आप इसे 1 की तरह रीड कर सकते हैं लेकिन उस समय आप जो देखते हैं फीडबैक के कारण यह 0 जानकारी जो अभी T में था राइट हो रही है और यह Q पर आती है तो टी 0 की जानकारी 0 का लोस्स नहीं हुआ है यह वापस आ रहा है अब आपको 1 0 1 और 0 मिल गया है पहले यह 1010 था अब यह 1010 है उस समय एक और क्लॉक यह 1 यहाँ पर आता है अगली क्लॉक में यह 0 यहाँ आ जाएगा यह 1 यहाँ आ जाएगा और फिर यह 1 क्यू पर इस जगह पर आता है और आर को 0 मिलता है तो अभी यह पिछले का 1 0 है और यह 1 0 है जिसे वापस राइट किया है और यह 0 फिर से यहाँ आ रहा है तो एक और क्लॉक साइकिल यह 1 आएगा और यह यह जो लाल रंग में है तो यह 0 यहाँ आ रहा है और यह 1 है और यह 0 है और यह 1 यहाँ वापस लाया गया है तो पहले तीन क्लॉक साइकिल में यह रीड पूरा हुआ 0 मूल रूप से उपलब्ध है और 1 0 1 हमने तीन और क्लॉक साइकिल में रीड किया है अब क्योंकि हम इसे कई बार रीड करना चाहते हैं और आप सूचना को 1010 के रूप में स्टोर करना चाहते हैं एक और बार ट्रिगर में तो यह 1 यहाँ आता है और यह 1 वापस आ रहा है और आपको यहाँ 1010 प्राप्त होता है तो रीड और राइट साथ साथ हो रहा है तो यह एक नॉन डिस्ट्रक्टिव Non Destructive गैर विनाशकारी रीडिंग है शिफ्ट रजिस्टर में जहां केवल SISO विकल्प है अब यदि आप चाहते हैं आप जानते हैं तो आप इसे इस तरह से रीड करना चाहते हैं और एक्सटर्नल इनपुट के माध्यम से राइट करना चाहते हैं जिस तरह से आपने देखा है तो क्या आप इस सीरियल डाटा इनपुट को फिर से कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करना चाहेंगे यह संभव है या आप 21 मल्टीप्लेक्सर की तरह जिसके द्वारा यह इनपुट डी यहाँ पर पहले फ्लिप फ्लॉप के लिए है तो D 1 एक सेलेक्ट इनपुट है तो जब यह 0 है तब यह रीडिंग कर रहा है तो यह आपका टी प्लस T होगा जब यह 1 होगा आप राइटिंग कर रहे हैं तो यह सीरियल इनपुट है तो आपको बस यहाँ एक छोटा सा सर्किट लॉजिक सर्किट होना चाहिए जिसके द्वारा यदि आप इसे इस तरीके से रखते हैं तो यह एक्सटर्नल राइटिंग होगा जब S 1 के बराबर है तो यह सीरियल इन है और यह एक्सटर्नल राइटिंग है और S 0 के बराबर है तो इंटरनल राइटिंग है जो कुछ नहीं बल्कि नॉन डिस्ट्रक्टिव Non Destructive गैर विनाशकारी रीडिंग है क्या आप इस भाग SISO को समझ चुके हैं कि यह कैसे काम करता है और हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं और PIPO हम पहले ही देख चुके हैं तो इसके साथ हम आज की कक्षा के वर्ग निष्कर्ष पर आते हैं हमने एक रजिस्टर देखा जो कि फ्लिप फ्लॉप का एक ग्रुप Group समूह है जिसका उपयोग बाइनरी डाटा को स्टोर करने के लिए किया जा सकता है 1 बिट जानकारी को स्टोर करने के लिए एक फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होती है पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट डाटा स्टोर करने के लिए सबसे बड़ी संख्या में इनपुट पोर्ट की आवश्यकता होती है जबकि सीरियल इन सीरियल आउट में सबसे कम चार संभावित किस्मों में से जिन्हें आपने देखा था सीरियल मोड से जुड़ा ट्रेड ऑफ मेरा मतलब है कि सीरियल इन सीरियल आउट का उपयोग करने में बड़ी संख्या में क्लॉक साइकिल की जरूरत है राइट और रीड करने के लिए तो जब भी आप पैरेलल से सीरियल के लिए जाते हैं वहां कुछ समझौता होता है सीरियल आउट रीड ऑपरेशन अपने आप में डिसट्रक्टिव Destrictive विनाशकारी है लेकिन यदि आप अतिरिक्त सर्किट लगाते हैं तो फीडबैक का उपयोग करके डाटा को फिर से शिफ्ट रजिस्टर में राइट कर सकते हैं तो नॉन डिस्ट्रक्टिव Non Destructive गैर विनाशकारी रीडिंग बनाया जा सकता है धन्यवाद